इस पाठ में हम देखते है कि ऑप एम्प सर्किट का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण कैसे किया जाता है अब यदि ऑप एम्प आइडियल नहीं है तो इसका सीमित गेन होगा और फिर सर्किट विश्लेषण के लिए हमने पहले जो चर्चा की है उससे विश्लेषण अलग नहीं है जब सर्किट में कंट्रोल सोर्स होते है आइए हम वही सर्किट लें जिस पर हम विचार कर रहे है और मान लें A0 सीमित है यानी ऑप एम्प आइडियल नहीं है इस सर्किट और उन सभी सर्किट्स जिसका हमने पहले विश्लेषण किया था के बीच केवल एक चीज अलग है वह है सिंबल हमें बस इतना करना है कि ऑप एम्प को गेन A0 के वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स से बदलना है तो मेरा सर्किट यह बन जाता है यह Vd है यह A0 Vd है तो अब हमारे पास यह कंट्रोल सोर्स है और हम जानते है कि वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स को कैसे संभालना है हमें मूल रूप से वोल्टेजकंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स को सुपर नोड से बदलना होगा और हम एक समीकरण खो देंगे हम इस नोड पर KCL नहीं लिख सकते है हम इसे वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स को नियंत्रित करने वाले समीकरण से बदल देते है इसलिए इस विशेष मामले में हम इस नोड पर KCL समीकरण नहीं लिख सकते मान लें कि यदि आप नोडल एनालिसिस कर रहे है लेकिन हम इसे इस विशेष नोड पर कर सकते है और फिर हम कंट्रोल सोर्स समीकरण का उपयोग करते है जो अतिरिक्त समीकरण के रूप में V0 A0×Vd है हम पहले ही चर्चा कर चुके है कि वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स के साथ नोडल एनालिसिस कैसे करें हम यह भी जानते है कि वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोतों के साथ मेश एनालिसिस कैसे किया जाता है तो यह कोई कठिन बात नहीं है वास्तव में नॉन आइडियल ऑप एम्प्स के साथ विश्लेषण आसान है यह वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोतों के साथ किसी भी सर्किट के विश्लेषण के समान है अब जहां तक आइडियल ऑप एम्प सर्किट के विश्लेषण का संबंध है अब हम पिछले दृष्टिकोण का उपयोग नहीं कर सकते है क्योंकि एक आइडियल ऑप एम्प के लिए गेन A0 अनंत है यदि हमारे पास गुणन कारक है जो अनंत है तो हम वैध समीकरण नहीं लिख सकते है तो फिर हम जो करते है वह निम्नलिखित है समस्या यह है कि हम नहीं जानते कि ऑप एम्प के आउटपुट में कितना करंट है अगर मैं इसे IOPA कहती हूं तो IOPA ज्ञात नहीं है अर्थात् यह ऑप एम्प की विशेषताओं से संबंधित नहीं है ऑप एम्प क्या है इसके आधार पर हम कुछ समीकरण नहीं लिख सकते यह उसी तरह है जैसे जब हमारे पास इंडिपेंडेंट या कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स थे हम वोल्टेज सोर्स की प्रॉपर्टी से वोल्टेज सोर्स के माध्यम से करंट के लिए एक समीकरण नहीं लिख सकते थे तो जो इससे जुड़ा है उससे यह निर्धारित होता है इसलिए हम इसे कुछ अन्य समीकरणों द्वारा प्रतिस्थापित करते है इसलिए आइडियल ऑप एम्प के मामले में भी हम ऑप एम्प के आउटपुट नोड पर KCL समीकरण नहीं लिख पाएंगे इसलिए इसके बजाय हमें वर्चुअल शॉर्ट समीकरण का उपयोग करना होगा तो यह V1 और V2 है और V1 V2 यह वर्चुअल शॉर्ट से मेल खाता है तो KCL समीकरण ऑप एम्प आउटपुट पर नहीं लिखा जा सकता है अब तक हम केवल सिंगल ऑप एम्प वाले सर्किट पर विचार कर रहे है यदि आपके पास कई ऑप एम्पस है तो सिद्धांत समान है ऑप एम्प आउटपुट पर KCL समीकरण को उस ऑप एम्प के लिए वर्चुअल शॉर्ट समीकरण से बदल दिया जाता है तो इस तरह हम सामान्य रूप से ऑप एम्प सर्किट का विश्लेषण करते है अब आपको हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि यह वर्चुअल शॉर्ट तभी लागू होता है जब ऑप एम्प नेगेटिव फीडबैक में हो हमने पहले जिन विचारों पर चर्चा की है उनका उपयोग करके इसे अलग से जांचना होगा आपको यह जांचना होगा कि प्रत्येक ऑप एम्प नेगेटिव फीडबैक में है लेकिन एक बार जब यह नेगेटिव फीडबैक में होता है तो इनपुट विर्चुअली शॉर्टेड हो जाते है और आप इसका उपयोग आइडियल ऑप एम्प्स के साथ सर्किट के विश्लेषण के लिए कर सकते है तो केवल पूर्णता के लिए मुझे इस सर्किट का विश्लेषण करने दें हम पहले से ही परिणाम जानते है लेकिन मैंने व्यवस्थित रूप से नोडल एनालिसिस समीकरणों को नीचे लिखा है तो अब हमारे पास एक आइडियल ऑप एम्प है और तीन नोड 1 2 और 3 है अब हम नोडल एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे जिसका अर्थ है कि हमें सभी नोड्स पर किरचॉफ करंट लॉ समीकरणों को लिखने का प्रयास करना चाहिए बेशक ग्राउंड रेफरेन्स नोड है यह रेफरेन्स नोड है अब यदि आप नोड 1 को देखें तो वहां एक वोल्टेज स्रोत है इसका मतलब है कि हम वहां पर KCL समीकरण नहीं लिख सकते इसके बजाय हमें अनिवार्य रूप से इस वोल्टेज स्रोत के लिए प्रतिबंध को लिखना होगा आप वास्तव में क्या करते है आप नोड 1 और रेफरेन्स नोड के साथ एक सुपर नोड बनाते है क्योंकि आप रेफरेन्स नोड के लिए कोई समीकरण नहीं लिखते है आप इस सुपर नोड के लिए कोई समीकरण भी नहीं लिख सकते है इसके बजाय आपके पास इस वोल्टेज सोर्स द्वारा लगाया गया प्रतिबंध है जो कहता है कि V1 नोड 1 पर वोल्टेज Vi यानी सोर्स वोल्टेज है इसी तरह हम KCL समीकरण नहीं लिख सकते यह नोड ऑप एम्प आउटपुट से जुड़ा है इसलिए हम ऑप एम्प से बहने वाले करंट को नहीं जानते है तो वहाँ कोई KCL समीकरण नहीं है इसके बजाय हम वर्चुअल शॉर्टसमीकरण लिखते है वर्चुअल शॉर्ट समीकरण क्या कहते है यह कहता है कि यह नोड वोल्टेज और वह नोड वोल्टेज समान है यानी V1 V3 और अंत में नोड 3 पर हम KCL समीकरण लिख सकते है तो वह Vx है जो V3 के समान है तो मुझे अपने सामान्य संकेतन का उपयोग करने दें जो कि V3 × कन्डक्टेन्सेस का योग है जो कि 1 R 1 R V2 1 R है कुल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जो इस नोड में इंजेक्ट किया जा रहा है जो कि 0 है इसलिए अगर मैं इन तीन समीकरणों को हल करती हूं यह एक वह एक और वह एक तो अनिवार्य रूप से मुझे समाधान मिलेगा जो कि V1 Vi V2 k×Vi और V3 Vi है तो यह इन तीन समीकरणों का हल है इसलिए यदि आपके पास कई ऑप एम्प के साथ एक जटिल सर्किट है तो आप ऑप एम्प आउटपुट पर किरचॉफ करंट लॉ समीकरण नहीं लिख सकते है इसके बजाय आप उस विशेष ऑप एम्प के लिए वर्चुअल शॉर्ट समीकरण लिखते है स्पष्ट रूप से यह विधि तभी लागू होती है जब सर्किट में सभी ऑप एम्प नेगेटिव फीडबैक में होते है जिन्हें अलग से जांचना पड़ता है तो तब आपके पास उतने ही समीकरण होंगे जितने कि आपके पास अज्ञात है यदि आपके पास सर्किट में अन्य वोल्टेज स्रोत है तो आपको सुपर नोड अवधारणा का उपयोग करना होगा मैं मान रही हूं कि आप नोडल एनालिसिस करेंगे लेकिन मेश एनालिसिस के लिए हमने जो भी चर्चा की वह यहां भी लागू होती है इसी तरह अगर हमारे पास कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्सेस है तो फिर से हमें सुपर नोड्स वगैरह बनाने होंगे तो बाकी सब कुछ पारंपरिक रहता है आउटपुट नोड पर ऑप एम्प समीकरण को ऑप एम्प इनपुट पर वर्चुअल शॉर्ट समीकरण से बदल दिया जाता है